छात्रों आपका स्वागत है इस समय हम इन्वेंटरी के प्रबंधन पर चर्चा करने की प्रक्रिया में है जैसे कि चालू संपत्ति और अब तक हमने इन्वेंटरी के महत्व पर चर्चा की है कि यह वित्तीय प्रबंधकों के साथ साथ उत्पादन प्रबंधको के लिए एक कुशल इन्वेंटरी प्रबंधन में कितना महत्वपूर्ण है जिससे कि इन्वेंटरी मे किए गए निवेश की लागत कम हो और नियंत्रण में रहे हम इन्वेंटरी के अनुकूलतम स्तर को बनाए रखते हैं और आखिरकार हम इसमें किए गए निवेश की सही समय के भीतर वसूली करते हैं जिससे ऑपरेटिंग चक्र सर्वोत्तम रहे अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इन्वेंटरी प्रबंधन के बारे में सीखेंगे ताकि जो निवेश इन्वेंटरी में किया गया है जैसे कि चालू संपत्ति जो कि सबसे अस्वाभाविक वर्तमान संपत्ति है को बहुत ही कुशलता से प्रबंधित किया जा सके और जो कुछ भी निवेश फर्म बनाती है उससे तेज गति के साथ बहुत कुशलता से वसूल किया जा सके अब हम इन्वेंटरी के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं पहले चालू संपत्ति के लिए यह आवश्यक हो कि इसमें अनुकूलतम निवेश होना चाहिए या फर्मो को मौजूदा संपत्ति के निर्माण के रूप में अनुकूलतम निवेश करना चाहिए क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलाया जा सकता है ना ही फर्म अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिए हमें उन सभी स्तरों पर इन्वेंटरी स्तर का निर्माण करना होगा जो कि कच्चा माल अर्ध निर्मित माल और तैयार माल है ठीक है अब इस मामले में अनुकूलतम स्तर का पता कैसे लगाया जाए इन्वेंटरी प्रबंधन की तकनीकों के बारे में आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा होगा या सामग्री प्रबंधन और सबसे लोकप्रिय तकनीक EOQ तकनीक या आर्थिक आदेश मात्रा तकनीक इन्वेंटरी में अनुकूलतम निवेश का पता लगाने के लिए हम इस तकनीक की मदद लेते हैं और यह वह तकनीक है जिसमें उस राशि या कच्चे माल की मात्रा का पता लगता है कि कितना कच्चा माल खरीदा जाए जो हमारे लिए सबसे अधिक किफायती हो ठीक है

इसलिए हमें आदेश मिला है तो इसका मतलब है कि यह समय अवधि है जिसे आप कुशन अवधि कह सकते हैं हमें इस स्थान से इस स्थान तक कुशन की अवधि मिल गई है क्योंकि यदि आप इन्वेंट्री को इस स्तर पर आने की अनुमति देते हैं और यदि इन्वेंट्री प्राप्त करने में कुछ समय लगता है तो उस स्थिति में यह उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है इसलिए हम क्या कर रहे हैं पुनः आदेश स्तर तय करें कि जब यह सबसे निचले स्तर पर पहुंचेगा या हो सकता है कि जिस स्तर पर ऑर्डर को रखना सबसे अनुकूलतम है तो हम ऑर्डर को पूरा करेंगे और हम जानते हैं कि लीड समय की कितनी आवश्यकता है इस समय को इन्वेंट्री प्राप्त करने का प्रमुख समय कहा जाता है इन्वेंट्री प्राप्त करने में लगने वाले समय को लीड टाइम अथवा समय सीमा कहा जाता है इसलिए उस लीड टाइम के लिए हमें अनुमान लगाना होगा और उसके अनुसार हमें पुनः आदेश स्तर तय करना होगा और इस पुनः आदेश स्तर के अनुसार हम ऑर्डर देते हैं हम ऑर्डर प्राप्त करते हैं दोबारा जब इन्वेंट्री 0 से नीचे आती है तो हम इसे उसी स्तर के साथ फिर से भरते हैं जो इन्वेंट्री का Q स्तर है तो यह प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम इसे दांतेदार चित्र कहते हैं और यही तरीका है कि हम कह सकते हैं कि आर्थिक आदेश मात्रा काम करती है यह औसत स्तर है यह Q 2 स्तर पर औसत इन्वेंट्री है तो औसत इन्वेंट्री का मतलब है कि औसतन निवेश का यह हिस्सा इन्वेंट्री में हमेशा बना रहता है और हम इस निवेश को रोक नहीं सकते हैं या इस निवेश को नकद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो इस मामले में आप जो देख रहे हैं हमारे यहां लाइनें हैं उदाहरण के लिए कहें तो यदि आप इस स्तर को बंद करते हैं तो उच्चतम स्तर यह है कि यदि आप इस स्तर को बंद करते हैं तो आप कहते हैं कि यह रेखा है तो आप कहेंगे कि यह लाइन आपूर्ति लाइन है इस लाइन को सप्लाई लाइन कहा जाता है और इस लाइन को यूसेज लाइन कहा जाता है इसलिए आपूर्ति लाइन उस सामग्री को वापस उसी स्तर पर ले जाती है जहां से हमने शुरू किया है जो कि Q स्तर पर है क्योंकि यह यहां 0 था हमने आदेश दिया जब यह शून्य पर था या कहें 0 पर हमने आदेश दिया समय सीमा खत्म करने के बाद हम 0 लेवल पर आ गए और तुरंत हमें ऑर्डर मिला इसलिए आपूर्ति लाइन के माध्यम से हमने इसे फिर से Q स्तर पर बनाया और फिर हमने इसका उपभोग करना शुरू कर दिया और जब यह नीचे आएगा तो यह पुन स्तर पर पहुंच जाएगा हम आदेश देंगे और इस तरह पूरी प्रक्रिया काम करेगी तो यह कोई नई बात नहीं है आप इसे जान रहे होंगे आपको यह याद आ रहा होगा कि यह चित्र क्या है और यह चित्र कैसे काम करेगा या यह संरचना कैसे काम करती है और यह आर्थिक आदेश मात्रा है और जब आप कहते हैं कि आर्थिक मात्रा कैसे बढ़ाई जाए तो हमें यह भी याद दिलाना चाहिए और आपको यह जानना चाहिए कि हम आर्थिक आदेश मात्रा स्तर तय करने के 2 कारणों पर ध्यान देते हैं हम इसे आर्थिक आदेश मात्रा क्यों कहते हैं क्योंकि इस स्तर पर प्राप्त सामग्री की लागत या इस मात्रा को तय करने से सबसे कम संभव लागत पर उपलब्ध होती है और यह कुल लागत न्यूनतम संभव लागत है आप देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह की लागतें हैं जो इन्वेंट्री से जुड़ी हैं तो पहली लागत वहन करने की लागत है जो खरीद मूल्य और परिवहन लागत है और दूसरी तरह की लागत जो हम इन्वेंट्री खरीदते समय लेते हैं और जब तक हम उस इन्वेंट्री को तैयार उत्पाद में नहीं बदलते हैं और तैयार उत्पाद बिक्री हो जाती है और बिक्री नकद में परिवर्तित हो जाती है जब तक निवेश अवरुद्ध रहता है तो यह एक वहन लागत के रूप में कहा जाता है तो एक लागत ले जाने की लागत है दूसरा ऑर्डर करने की लागत सही स्थापित करने की लागत है या आप इसे ऑर्डर करने की लागत कहते हैं इसलिए अगर आप इन्वेंट्री लेवल को अधिकतम रखते हैं आपकी ले जाने की लागत बढ़ जाएगी क्योंकि आप इन्वेंट्री में अधिक फंड निवेश कर रहे हैं इन्वेंट्री को लंबी अवधि के लिए इन्वेंट्री के रूप में शेष है और फंड को लंबी अवधि के लिए इन्वेंट्री में बाधित किया जाता है तो इसका मतलब है कि क्या होगा आपकी वहन लागत बढ़ जाएगी लेकिन अगर आप इन्वेंट्री के स्तर को कम करते हैं तो क्या होगा समय और बार बार आपको ऑर्डर देना पड़ता है और ऑर्डर करने की लागत ही एक उच्च लागत है और जब ऑर्डर करने की लागत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं एक लागत कम हो रही है यदि आप ले जाने की लागत को कम कर रहे हैं तो ऑर्डर करने की लागत बढ़ रही है जब आप बार बार ऑर्डर नहीं देकर ऑर्डर की कीमत कम कर रहे हैं तो बहुत बार आपकी वहन लागत बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अंततः आर्थिक आदेश मात्रा के रूप में नहीं कहा जाता है आर्थिक ऑर्डर मात्रा वह है जहां इन्वेंट्री प्राप्त करने की कुल लागत सबसे कम है वह आर्थिक आदेश मात्रा है मुझे लगता है कि आप इसे याद कर पाएंगे तो आइए देखें कि हम उस लागत को कैसे काम करते हैं यहां हमारे पास x अक्ष पर लागत है और y अक्ष पर हमारे पास ऑर्डर करने की मात्रा है इसे ऑर्डरिंग मात्रा कहा जाता है यह वह मात्रा है जिसे हम ऑर्डर करने जा रहे हैं या यह वह मात्रा है जो हमारे साथ होने वाली है तो हमारे पास कुछ ऐसा है यह इस तरह चलता है तो आदेश मात्रा में इस मामले में यह लागत इस तरह से व्यवहार करती है इसे वहन लागत कहा जाता है और इस लागत को ऑर्डरिंग लागत कहा जाता है तो यह लागत वहन करने वाली लागत है और इस लागत को ऑर्डरिंग लागत कहा जाता है तो क्या हो रहा है यदि आप ऑर्डर के स्तर को कम कर रहे हैं यदि आप इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है आपकी ऑर्डर करने की लागत बढ़ रही है क्योंकि आप इन्वेंट्री के इस स्तर को बनाए रख रहे हैं और फिर से जब यह 0 से नीचे आता है या हो सकता है कि सबसे निचले स्तर पर हो तो आपको फिर से ऑर्डर देना होगा तो ऑर्डर करने की लागत बढ़ जाएगी लेकिन अगर आप इस तरफ से इस तरफ जाते हैं और आप अपने साथ इन्वेंट्री का अधिक स्टॉक रखते हैं तो उस स्थिति में आपकी वहन लागत सही बढ़ जाएगी इसलिए हमें उस मात्रा का पता लगाना होगा जिसे आर्थिक आदेश मात्रा कहा जाएगा और यह एक बिंदु की तरह कुछ होगा जहां दोनों लागत समान हैं तो आप कहते हैं कि यह वह बिंदु है जहां दोनों की लागत बराबर है जब ले जाने की लागत आदेश देने की लागत के साथ प्रतिच्छेद करती है तो उस मात्रा को आर्थिक आदेश मात्रा कहा जाएगा इस मात्रा को एक आर्थिक आदेश मात्रा कहा जाता है और यहां दोनों लागतें समान हैं ऑर्डर करने की लागत और वहन करने की लागत बराबर है इसलिए हम कहते हैं कि यह लागत है यदि आप यहां एक वक्र बनाते हैं तो आप पाएंगे कि यह कम से कम कुल लागत है यह कम से कम कुल लागत है यहां भी लागत बहुत अधिक है यहां भी लागत बहुत अधिक है तो आप कहेंगे इस स्तर पर सबसे कम कुल लागत यह सबसे कम कुल लागत है इसलिए यदि आप यहां लागत का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो यह लागत है और इस मामले में यह कुल लागत कम से कम है और दोनों पक्षों की कुल लागत में से यदि आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो आप यहां हैं स्तर और इस स्तर से इस स्तर तक लागत बहुत अधिक है इस स्तर से इस स्तर तक लागत बहुत अधिक है इस स्तर पर केवल लागत सबसे कम है तो इसका मतलब है कि इसे वह मात्रा कहा जाएगा जिसे आर्थिक आदेश मात्रा कहा जाता है जहां आपकी कुल लागत सबसे कम है और दोनों लागतें वे समान हैं लागत वहन करना आदेश लागत के बराबर है और इसके विपरीत इसलिए कच्चे माल की यह मात्रा जिसे हम इस से खरीदने जा रहे हैं उसे आर्थिक आदेश मात्रा कहा जाता है सही तो इसका मतलब है जब आप कहते हैं कि यह वक्र कुल परिवर्तनीय लागत अधिकार है यह वक्र कुल परिवर्तनीय लागत है इसलिए इसका मतलब है कि इस मामले में यह इस स्तर पर सबसे कम कुल लागत है तो इसका मतलब है कि हमें इस सूची को हासिल करना होगा और इस सूची को अधिग्रहण का आर्थिक स्तर कहा जाता है हम ऑर्डर देते हैं और यह ऑर्डर न्यूनतम स्तर पर लागत को नियंत्रित कर रहा है लेकिन यहां लोग कहते हैं कि यह आर्थिक आदेश मात्रा प्रक्रिया पुरानी हो गई है और आज के प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में हमें जेआईटी जैसी अन्य तकनीकों सामग्री प्रबंधन की एबीसी तकनीक या सामग्री प्रबंधन की अन्य तकनीकों की ओर बढ़ना चाहिए लेकिन यह सही नहीं है आज भी जैसा कि मैंने आपको कक्षा की शुरुआत में ही बताया था कि आज भी यह कहना बहुत उपयोगी है कि आर्थिक आदेश मात्रा प्रक्रिया का उपयोग करें और कुछ समस्याएं हो सकती हैं लोग कहते हैं कि ऑर्डर करने की लागत का आकलन करने के लिए सटीक ऑर्डर करने की लागत का आकलन करने या पता लगाने में कठिनाइयाँ हैं यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहन करने की लागत और कुल निवेश का पता लगाने में कठिनाइयाँ हैं जिसे हम बनाने की योजना बना रहे हैं या हम बनाने जा रहे हैं तो यह पता लगाने की समस्या है कि कुल निवेश हम करने जा रहे हैं इसलिए यदि हम लागत पर काम करने में सक्षम नहीं हैं तो जो कुल निवेश हम करने जा रहे हैं आपकी वहन करने की लागत को कैसे काम कर सकते हैं आप सहमत हुए कि इसे पूरी सटीकता के साथ काम नहीं किया जा सकता है एक संभावना है कि ले जाने की लागत हम शुरुआत में काम कर रहे हैं और ले जाने की लागत वास्तव में हो रही है जो अलग हो सकती है इसी तरह अगर हम ऑर्डर करने की लागत के बारे में बात करते हैं क्योंकि ऑर्डर करने की लागत में कई चीजें शामिल होती हैं और लोग जो मानव संसाधन काम कर रहे हैं और सामग्री के आदेश के साथ काम कर रहे हैं वे न केवल इस काम को कर रहे हैं वे दूसरी चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है उनके वेतन के किस हिस्से को अपग्रेड किया जाना चाहिए और इसे इस विशेष नौकरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए इन्वेंट्री जॉब का आदेश जो फिर से बहुत मुश्किल है तो हां हम इस बात से सहमत हैं कि अगर यह एक अस्थायी कर्मचारी है और इस तरह का ऑर्डर देने वाला काम कर रहा है तो यह ठीक है कि लागत ऑर्डर करने की लागत की गणना करना आसान है लेकिन अगर कुछ लोग जो कई चीजों पर काम कर रहे हैं तो ऑर्डर करने की लागत का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कुल वेतन में से जो वेतन उन्हें दिया जा रहा है वे कई चीजें कर रहे हैं ताकि ऑर्डर करने की लागत का पता कैसे लगाया जा सके तो यह एक समस्या है आप सहमत हैं लेकिन फिर भी अगर किसी तरह से आप वहन करने की लागत और ऑर्डर करने की लागत का पता लगाने में सक्षम हैं जो कि काफी संभव है जो कि बहुत आसान है तो कोई मुश्किल नहीं है और इस बात पर मतभेद भी हो सकता है कि अनुमानित लागत क्या है और वास्तविक लागत क्या है मतभेद हो सकते हैं इसके बावजूद कि ईओक्यू मॉडल या इन्वेंट्री प्रबंधन की ईओक्यू तकनीक आज भी या आधुनिक परिदृश्य में विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों या विकासशील देशों में बहुत उपयोगी है क्योंकि यह तकनीक आज भी हमें कच्चे माल की मात्रा प्रदान करती है जिसे कम से कम लागत पर खरीदा जा सकता है और इन्वेंट्री में शॉर्ट टर्म फंड का न्यूनतम निवेश किया जा सकता है अब हम एक स्थिति देखेंगे कि यदि लागत का आकलन करने में कोई समस्या है तो इसका मतलब है कि त्रुटि का कारण होगा यदि मूल्यांकन की गई वहन लागत या अनुमानित वहन लागत और अनुमानित आदेश लागत अलग और वास्तविक हैं तो भिन्नता है इसलिए लागत की गणना करने में त्रुटि है तो वह त्रुटि कितनी है चाहे वह त्रुटि अलग करने जा रही हो या उस त्रुटि से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो आइए हम उसके बारे में देखें उस बारे में बात करें और उस त्रुटि को समझने की कोशिश करें मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपको एक मॉडल के रूप में ले जाऊंगा जो हमें यह समझने में मदद कर रहा है कि यह तकनीक क्या है लागत की गणना में सटीक कैसे कहा जा सकता है और यदि इन लागतों की गणना में कोई त्रुटि है जिसकी वजह से इन त्रुटियों के कारण इस तकनीक को अप्रचलित तकनीक कहा जाता है या इसे छोड़ने की आवश्यकता होती है तो आइए देखते हैं कि यह उचित है या नहीं नहीं तो हम कह सकते हैं कि हमें त्रुटि कारक निर्धारित करने दें तो लागत और वहन करने की लागत दो लागतों के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं नंबर एक मांग का कारक है क्योंकि आप कितनी सामग्री का ऑर्डर दे रहे हैं जो मांग पर निर्भर करेगा और लोगों का कहना है कि वास्तविक मांग का अनुमान लगाने या पूर्वानुमान करने में कोई समस्या है या हम जिस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं या जो अलग अलग फर्म हैं उनकी वास्तविक मांग है विनिर्माण तो आइए हम देखें कि हम विभिन्न त्रुटियों को हल करते हैं और सबसे पहले मांग कारक है हमने यहां वास्तविक मांग से विभाजित अनुमानित मांग को लिया है और जो कुछ भी अनुमानित मांग और वास्तविक मांग में अंतर है उसे मांग कारक कहा जाता है और हमें उस कारक को एम के साथ निरूपित करते हैं इस कारक को एम के साथ निरूपित किया जाता है दूसरी बात अब लागत के आदेश के लिए त्रुटि कारक है हम कहते हैं कि ऑर्डर करने की लागत का पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो लोग जिस सामग्री को ऑर्डर करने के लिए काम कर रहे हैं वे न केवल इस फर्म में काम कर रहे हैं बल्कि वे और भी कई काम कर रहे हैं स्थायी कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन मिल रहा है तो इस कार्य के लिए इस कार्य के प्रति उनके वेतन का हिस्सा कैसे हो सकता है इसलिए यह बहुत मुश्किल है तो त्रुटि हो सकती है या त्रुटियों की संभावना हो सकती है और कह सकते हैं कि हमने उस त्रुटि का भी अनुमान लगाया है हमने उस त्रुटि की पहचान करने के तरीकों और साधनों की पहचान करने का प्रयास किया है ताकि उस त्रुटि का भी अनुमान लगाया जा सके और उस स्थिति में लागत त्रुटि कारक का आदेश देने का अनुमान है जो वास्तविक आदेश लागत द्वारा विभाजित लागत है केवल 2 चीजें होने वाली है अनुमानित आदेश लागत और वास्तविक आदेश लागत कुछ और नहीं इसका मतलब यह है कि अगर कोई अंतर है तो हम इस त्रुटि को N द्वारा निरूपित करते हैं तीसरी लागत धारण लागत या वहन लागत है वहन करने की लागत या रखने की लागत की पहचान करना कुछ समय के लिए कठिन होता है क्योंकि निवेश करने के लिए कितना निवेश करना पड़ता है इन्वेंट्री की दी गई राशि के लिए कितना फंड निवेश करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए वहन करने की लागत या होल्डिंग लागत क्या होगी तो इस मामले में अनुमानित होल्डिंग लागत हम इस त्रुटि कारक या होल्डिंग लागत के लिए त्रुटि कारक के लिए इस त्रुटि कारक की गणना के लिए ले सकते हैं अनुमानित होल्डिंग लागत वास्तविक होल्डिंग लागत द्वारा विभाजित सही है और यहां यह त्रुटि कारक भी काम करता है और हमें इसे K द्वारा निरूपित करता है तो इसका मतलब है कि अब हमें उनका ऑर्डर मिल गया है इसको Q से चिन्हित करेंगे Q का अर्थ है वह मात्रा जिसे दांत के चित्र को प्रथम स्तर पर देखा जाता है जिसे हम आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं और Q स्टार अनुमानित त्रुटियों के साथ आदेश की मात्रा है जिसका अर्थ है कि हम वास्तविक EOQ स्तर की पहचान करते हैं किसी दिए गए समय की 500 इकाइयाँ या बहुत सारी 500 इकाइयाँ होनी चाहिए लेकिन अनुमान लगाया जाए या हमारे अनुमान के अनुसार आर्थिक आदेश मात्रा जो अनुमानित त्रुटियों के साथ Qस्टार था और कहा गया था कि 600 इसका मतलब है कि यदि आप इस मॉडल का उपयोग करते हैं तो आप कहेंगे कि कितना भिन्नता है हमारा उद्देश्य भिन्नता का पता लगाना है कितनी भिन्नता है यदि आप यहाँ भिन्नता देखते हैं तो Q Q का अर्थ है अनुमानित मात्रा को घटाकर वास्तविक मात्रा कि वह मात्रा जो त्रुटियों और वास्तविक मात्रा के साथ अनुमानित की गई है जिसे खरीदा गया था और जिसे वास्तविक मात्रा के रूप में कहा जाता था जो कि QO द्वारा विभाजित है और यहाँ यदि आप उस मॉडल को देखते हैं जो Q EOQ मॉडल का मानक मॉडल है जो 2DC H है 2 की मांग वार्षिक मांग से कई गुना बढ़ जाती है जो धारण लागत और इस की जड़ से विभाजित लागत से गुणा होती है यह मानक मॉडल है इस मॉडल की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है और यदि आप इसमें त्रुटियों को शामिल करते हैं यदि आप मांग में त्रुटियों को शामिल करते हैं और साथ ही वहन लागत में भी इसलिए हमने पहले ही यहां त्रुटि कारक की पहचान कर ली है और मांग है ऑर्डर की लागत में त्रुटि कारक N है इसलिए यदि आप यहां त्रुटि कारक से गुणा करते हैं तो Q स्टार बन जाता है मतलब आर्थिक आदेश मात्रा जो त्रुटि से प्रभावित होती है 2DCmn Hk की अंडर रूट Hkहोल्डिंग लागत है और वह भी त्रुटि से भरा है तो इसका मतलब है कि यह एक मॉडल है जो मूल मॉडल है और एक मॉडल है जो दूसरा मॉडल है तो इसका मतलब है कि अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो आप कहेंगे कि यह एक बात है और दूसरी बात यह है कि Q 2DC H अंडर रूट है और Q स्टार 2DCmn के तहत है Hk द्वारा रूट के तहत विभाजित किया गया इसलिए यदि आप Q औरQ स्टार देखते हैं तो हमें 2 महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं एक सही है और दूसरा गलत है या त्रुटियों से भरा है अब देखते हैं कि क्या होता है मांग पर या अनुमानित क्यू पर त्रुटियों का प्रभाव जैसा कि हमने यहां गणना की है या जिसकी गणना यहां की जा सकती है कह सकते हैं कि अंतिम मॉडल Q स्टार की तरह बन जाएगा Q Qऔर यदि आप इसे हल करते हैं यहाँ मॉडल अंत में हम इस विशेष बात पर पहुँचे जो कि अंतिम बात है इसलिए यदि आप यहाँ देखते हैं कि यह अंतिम चीज़ है mn k अंडर रूट 1 यह अंतिम मॉडल बन जाता है और यदि आप इस मॉडल का उपयोग करते हैं तो आप त्रुटि कारक का पता लगा पाएंगे आर्थिक आदेश मात्रा का अनुमान लगाने में कितनी त्रुटि है और जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या यह EOQ मॉडल का उपयोग करने के लिए सार्थक है या यह उपयोग करने के लिए सार्थक नहीं है या यह एक मॉडल बन गया है जो अप्रचलित है हमें इसे त्याग देना चाहिए तो इसका मतलब अंत में त्रुटि कारक के लिए समायोजन करने और वास्तविक आर्थिक आदेश मात्रा या वास्तविक मांग वास्तविक वहन लागत वास्तविक धारण लागत और अनुमानित मांग के आधार पर अनुमानित लागत के बीच अंतर है इन 2 के बीच का अंतर यदि अंतर बहुत अधिक है तो हाँ तकनीक अप्रचलित है लेकिन अगर अंतर बहुत कम है तो आप कह सकते हैं कि हां कुछ प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं अनुमान में समस्याएं जो आसानी से दूर हो सकती हैं लेकिन यदि वह त्रुटि छोटी है तो तकनीक अभी भी उपयोगी है लेकिन यदि त्रुटि बड़ी है तो निश्चित रूप से हमें विकल्पों की तलाश करनी होगी अब हम देखते हैं कि हम एक डेटा लेते हैं और इस मॉडल का उपयोग करते हैं जिसे हम यहां पता लगाने की कोशिश करेंगे कि तकनीक अभी भी उपयोगी है या नहीं उदाहरण के लिए हमने ईओक्यू स्तर पर अनुमानित डी की मांग 7200 इकाइयों की है वास्तविक 10000 इकाइयों का मतलब है कि हम बाजार में उत्पाद का इतना हिस्सा बेच सकते हैं प्रतिशत परिवर्तन क्या है बाजार में उत्पाद की मांग में क्या भिन्नता है 389 जो प्लस पॉजिटिव है इसका मतलब है कि हमने 7200 इकाइयों की मांग का अनुमान लगाया है वास्तविक मांग 10000 यूनिट थी इसलिए यहां मांग का अनुमान लगाने या मांग का पूर्वानुमान लगाने में त्रुटि है अब दूसरे कंपोनेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखें ऑर्डर करने की लागत 1200 प्रति ऑर्डर है जो सी वास्तविक ऑर्डरिंग लागत 1000 थी तो इसका मतलब है कि फिर से यहां एक त्रुटि है और इसका मतलब है कि अनुमानित लागत अधिक थी वास्तविक ऑर्डर करने की लागत कम थी और इसमें 1668 की भिन्नता है अब हम होल्डिंग लागत के बारे में बात करते हैं यहां होल्डिंग की कीमत भी अलग है होल्डिंग का अनुमान है कि रु 3 प्रति यूनिट और वास्तव में यह काम करता है रु 4 प्रति यूनिट इसलिए फिर से यहाँ 3333 की विविधता है अब आखिरकार मॉडल कैसे काम करेगा हम पहले से ही अनुमान लगा चुके हैं या जानते हैं कि इन त्रुटि कारकों का अनुमान कैसे लगाया जाता है यह अनुमानित मांग है अनुमानित मांग और वास्तविक मांग के बीच त्रुटि है जो m है अनुमानित आदेश लागत और वास्तविक आदेश लागत के बीच त्रुटि जो n है अनुमानित होल्डिंग कॉस्ट और वास्तविक होल्डिंग कॉस्ट k के बीच त्रुटि और यहां दिए गए आंकड़ों में से हमने यहां काम किया है जो कि 072 120 075 सही है इन सभी आंकड़ों को अब इस मॉडल में रखें यह मॉडल जो हमने पिछली स्लाइड में यहां काम किया है जो रूट mn k 1 के तहत है यदि आप इस मॉडल का उपयोग करते हैं जो वास्तविक और अनुमानित के बीच वास्तविक में त्रुटि को पकड़ लेगा तो इसका मतलब है कि आखिरकार मॉडल क्यू स्टार है क्यू क्यू रूट एमएन के 1 के तहत है और अगर आप उन मूल्यों को ध्यान में रखते हैं जो हमने गणना की है तो मांग के संबंध में ऑर्डर की लागत के संबंध में होल्डिंग के संबंध में लागत यदि आप यहाँ देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुल गणना यहाँ कुछ इस प्रकार है जो 107 है तो 1 का मतलब है जो अंतर का हिस्सा है अनुमानित भाग 107 है और वास्तविक 1 है इसलिए अनुमानित और वास्तविक के बीच का अंतर 007 है या अंत में आप 7 कह सकते हैं इसका अर्थ है मांग के आकलन में अंतर वहन करने की लागत के आकलन में अंतर होल्डिंग लागत के आकलन में अंतर या यदि आप इसे अंतर के रूप में नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप इसे त्रुटि कहते हैं मांग का आकलन करने में त्रुटि वहन लागत का अनुमान लगाने में त्रुटि होल्डिंग लागत का आकलन करने में त्रुटि संक्षेप में कुल त्रुटि या उस त्रुटि का परिमाण केवल 7 है इसका मतलब 7 है जो स्वीकार्य स्तर पर है यह 10 से कम है और कहीं भी जब हम किसी भी मांग के पूर्वानुमान के लिए जा रहे हैं क्योंकि अनुमान के स्तर पर हम केवल अनुमान लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से अनुमानित स्तर और वास्तविक स्तर के बीच अंतर होना चाहिए लेकिन अगर वह अंतर बहुत अधिक है तो क्या होगा EOQ ने काम किया है अनुमानित EOQ और वास्तविक EOQ बहुत भिन्न होंगे इसलिए क्या होगा यदि यह उच्च पक्ष पर है तो अनुमानित आर्थिक आदेश मात्रा बहुत अधिक है तो क्या होगा हम वांछित निवेश या आवश्यक निवेश की तुलना में अधिक निवेश करना समाप्त कर देंगे ताकि फंड का बेकार निवेश इन्वेंट्री में किया जाएगा और हम उस इन्वेंट्री को जितनी जल्दी हो सके नकदी में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे या इसके विपरीत हो सकता है कि हमने अनुमान लगाया है कि यह गलत था इसलिए इन्वेंट्री की वास्तविक आवश्यकता अधिक थी हमने अनुमान लगाया कि यह कम है और हम बाजार की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं या हम स्टॉक आउट लागत का सामना कर रहे हैं अब इस तरह की स्थिति में अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम समस्या का सामना करेंगे लेकिन इस मामले में कोई समस्या नहीं है अनुमानित और वास्तविक आंकड़ों के बीच 7 का अंतर कोई बड़ा अंतर नहीं है इसलिए अंततः हम इसे साबित कर सकते हैं या यह साबित कर दिया गया है कि आर्थिक आदेश मात्रा अभी भी एक उपयोगी तकनीक है और कार्यशील पूंजी प्रबंधन के मामले में अल्पकालिक निधियों के प्रबंधन से यह भी पता चलता है कि उस परिमाण या इन्वेंट्री का स्तर इन्वेंट्री का आर्थिक स्तर जो यह तय किया जा सकता है कि हम इसे इन्वेंट्री में इष्टतम निवेश कहते हैं या वह मात्रा जिसे इन्वेंट्री की इष्टतम मात्रा के रूप में कहा जाता है जिसे प्राप्त किया जा सकता है जिसका उपयोग किया जा सकता है जिसे तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है और जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है इसलिए भारत जैसे देश में सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम जेआईटी का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमें आर्थिक आदेश मात्रा पर निर्भर रहना होगा तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री के रूप में इन्वेंट्री या वर्तमान परिसंपत्तियों के निर्माण में इष्टतम स्तर का पता लगाने में हमें आने वाले समय में और आज भी आर्थिक आदेश मात्रा पर निर्भर करना होगा और यह एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है तो यह कुछ ऐसा है कि हम इन्वेंट्री के प्रबंधन पर चर्चा शुरू करते समय कह रहे थे कि हमें इन्वेंट्री में इष्टतम निवेश करना चाहिए इसलिए एक बड़ा सवालिया निशान यह था कि यह कैसे पता लगाया जाए कि इन्वेंट्री में अनुकूलतम निवेश और यहां से बाहर है EOQ की मदद से हम इन्वेंट्री के उस स्तर का पता लगा सकते हैं जो कि इष्टतम है जो सबसे उपयुक्त है और यदि आप इन्वेंट्री के उस स्तर का निर्माण करते हैं तो इन्वेंट्री की लागत नियंत्रण में होगी इन्वेंट्री की कुल लागत को भी नियंत्रित किया जाएगा निवेश भी नियंत्रण में होगा और परिवर्तित करना होगा कि नकदी में या बिक्री में भी कोई समस्या नहीं होगी और अंत में इन्वेंट्री बनाए रखने के इष्टतम स्तर इन्वेंट्री में निवेश का इष्टतम स्तर और बिक्री का इष्टतम स्तर और सभी प्रकार की अत्यधिक लागत से बचने के सभी उद्देश्यों को पाया जा सकता है तो यह आज के लिए है हम यहां रुकेंगे और आने वाली कक्षाओं में इन्वेंट्री के प्रबंधन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए सूची में सबसे अधिक अवैध वर्तमान संपत्ति ताकि इन्वेंट्री में निवेश को नियंत्रण में रखा जा सके और इसे जल्द से जल्द नकद में परिवर्तित किया जा सके